नमस्ते मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है अब तक हमने मूल रूप से अनुमान की विभिन्न तकनीकों को देखा है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए अनुमान की विभिन्न तकनीकें पहले हमने टाइम डोमेन इक्विलाइज़ेशन देखा है जो 4 सिंक इक्वलाइज़र पर आधारित है और हमने बहुत ही कम जटिलता वाले इक्विलाइज़र को भी देखा है जो कि OFDM है जो कि ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है यह इक्विलाइज़ेशन नहीं है लेकिन यह एक दिलचस्प और बहुत ही कुशल ट्रांसमिशन योजना है आज हम अभी एक और योजना को देखने जा रहे हैं जिसे ISI के लिए फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन कहा जाता है जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को हटा रहा है तो आज से हम उस चीज को देखने जा रहे हैं जिसे FDE के रूप में जाना जाता है जिसका मतलब है फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन और स्वाभाविक रूप से यह इक्विलाइज़ेशन है याद रखें इक्विलाइज़ेशन ISI को हटाने के लिए है यही है यह इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को दूर करता है और पहले हमने 2 अलग अलग तकनीकों को देखा है जो FDE फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन है पहले हमने टाइम डोमेन को देखा है उस टाइम डोमेन में इक्विलाइज़ेशन जो आपका 4 सिंक इक्विलाइज़र है यह उन तकनीकों में से एक है जिसे हमने देखा है आइए हम इसे तकनीकी 1 कहते हैं तकनीक 2 मूल रूप से आपकी OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और यह मूल रूप से तीसरी तकनीक है जिसे हम अब देखने जा रहे हैं जिसे FDE या फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वीलाइज़ेशन कहा जाता है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यहाँ मूल रूप से इक्विलाइज़ेशन फ़्रीक्वेंसी डोमेन में किया जाता है हमने पहले 4 सिंक इक्वलाइज़ेश देखा है मूल रूप से इक्विलाइज़ेशन टाइम डोमेन में किया जाता है ठीक है यह अब फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन है जहाँ इक्विलाइज़ेशन फ़्रीक्वेंसी डोमेन में होता है और यह OFDM के समान है हालांकि OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही सूक्ष्म अंतर है आइए हम देखें कि ISI को हटाने के लिए इस FDE जो फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन के लिए प्रणाली है वह क्या है ठीक है इसलिए FDE जो फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन है इसलिए मुझे इसे फिर से लिखना चाहिए क्योंकि हम FDE फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन के बारे में बात कर रहे हैं हमारे पास मूल रूप से सबकैरियर्स पर लोडिंग सिंबल्स को प्रेषित करने के बजाय हम सबकेरियर पर सिंबल्स को लोड नहीं करते हैं लेकिन हम सीधे सिंबल्स को प्रसारित करते हैं जो कि x 0 x 1 x 2 x 3 हैं हम कहते हैं कि ये सिंबल्स के ब्लॉक हैं ये N बराबर 4 सिंबल्स हैं ये सैंपल्स नहीं हैं लेकिन ये OFDM में हैं ये OFDM में छोटे x हैं टाइम डोमेन सैंपल्स हैं जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स के IFFT द्वारा उत्पन्न होते हैं हालांकि FD में हम सीधे सिंबल्स के साथ डील करते हैं कोई भी सबकैरियर्स पर सिंबल्स लोड नहीं होते इसके बजाय छोटे x छोटे x 0 छोटे x 1 छोटे x 2 छोटे x 3 ये सिंबल्स हैं ये सिंबल्स हैं जो सीधे एक संशोधन के साथ प्रेषित होते हैं जो कि साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो हम साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ते हैं इसलिए उस अर्थ में यह OFDM के समान है अंत से x 3 लें और हम इसे ब्लॉक के शीर्ष पर उपसर्ग करते हैं इसे साइक्लिक प्रीफिक्स कहा जाता है यह कुछ ऐसा है हमने कई बार देखा है और अब ये साइक्लिक प्रीफिक्स इसलिए ये टाइम डोमेन सिंबल्स हैं तो अब ये टाइम डोमेन सैंपल्स नहीं हैं लेकिन ये सिंबल्स हैं जो BPSK या QPSK या इसी तरह मूल रूप से मॉडरेटेड सिगनल्स साइक्लिक प्रीफिक्स हैं तो टाइम डोमेन सिंबल्स का साइक्लिक प्रीफिक्स एडेड ब्लॉक अब इसे ISI चैनल पर प्रसारित किया जाता है और याद रखें ISI इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है हाँ तो यह ISI चैनल पर प्रसारित होता है याद रखें ISI चैनल के लिए हमारा मॉडल समान है हम 2 टैप ISI चैनल पर विचार कर रहे हैं जो मूल रूप से आपका करंट सिंबल y k है करंट आउटपुट सिंबल h 0 x k h 1 x k 1 v k है याद रखें यह क्या है यह आपका 2 टैप ISI चैनल या 2 टैप इंटर सिंबल इंटरफेरेंस चैनल है सब ठीक है और अब जब हम इन सिंबल्स टाइम डोमेन सिंबल्स को साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ संचारित करते हैं निश्चित रूप से चैनल का प्रभाव सर्कुलर कन्वॉल्यूशन का है इसलिए मेरे पास y होगा जो चैनल फ़िल्टर h को x के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड किया गया है v I यह क्यों उत्पन्न होता है यह उत्पन्न होता है क्योंकि हम मूल रूप से संचारित करते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स के जोङने के कारण यह उत्पन्न होता है और यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने पहले भी कई बार देखा है यानी मैं सैंपल्स का एक ब्लॉक लेती हूं एक साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ें और इसे एक इंटर सिंबल इंटरफेरेंस चैनल पर प्रसारित करें आउटपुट y को मूल रूप से मॉडल किया जा सकता है क्योंकि चैनल h को सिंबल्स या सैंपल्स के इस ब्लॉक के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड किया गया है हाँ जो संवेदी नॉयस की उपस्थिति में प्रेषित होता है ठीक है तो स्वाभाविक रूप से एक बार जब आप IFFT डोमेन में प्रत्येक सबकैरियर के साथ या प्रत्येक kth फ्रिक्वेंसी पॉइंट के साथ FFT लेते हैं यह चैनल FFT कॉफिशिएंट और मूल रूप से इन सिंबल्स का FFT कॉफिशिएंट जो टाइम डोमेन में प्रेषित होते हैं का गुणन है इसलिए अब एक बार जब हम FFT ले लेते हैं तो हम lth सबकेरियर में मौजूद आउटपुट Y l का FFT लेते हैं अगर मैं lth सबकेरियर में इसे देखती हूं तो मेरे पास Y l H l गुना X l V l है यह क्या है यह सबकेरियर के साथ है वास्तव में lth सबकैरियर के साथ FFT लेकर Y l lth सबकैरियर के साथ का आउटपुट सिंबल है H l lth सबकेरियर के साथ चैनल कॉफिशिएंट है X l मूल रूप से उस पर प्रसारित सिंबल है यह मूल रूप से lth सबकैरियर्स पर सिंबल नहीं है लेकिन यह X l सिंबल्स का lth FFT पॉइंट है याद रखें यह केवल अब सिंबल्स का lth FFT पॉइंट है क्योंकि हम सिंबल्स को टाइम डोमेन में प्रसारित कर रहे हैं सिंबल्स x 0 x 1 x 2 x 3 का lth FFT पॉइंट और V l मूल रूप से नॉयस सैंपल्स के lth FFT पॉइंट है ठीक है तो अब हम इस मात्रा कैपिटल X l को फिर से तलाशते हैं X l जैसा कि हमने कहा कि lth FFT पॉइंट है यह आपके प्रेषित सिंबल्स का lth FFT पॉइंट है सिंबल्स में यह मूल रूप से x ks हैं हाँ छोटे x ks जो टाइम डोमेन में छोटे x ks हैं जिसका मतलब है कि मूल रूप से आपका X l N पॉइंट FFT है हम इन X ls को कैसे उत्पन्न करते हैं जो मूल रूप से आपके टाइम डोमेन में x 0 x 1 x 2 x 3 आपके सिंबल्स हैं और आप विचार करें अब FDE के संदर्भ में ये क्या हैं ये FDE में टाइम डोमेन सिंबल्स हैं याद रखें पहले OFDM में ये टाइम डोमेन सैंपल थे और ये सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स के IFFT द्वारा उत्पन्न होते हैं हालांकि FDE में ये महत्वपूर्ण अंतर है ये टाइम डोमेन सैंपल्स नहीं हैं लेकिन ये टाइम डोमेन सिंबल्स हैं क्योंकि हम सैंपल्स को उत्पन्न करने के बजाय गुप्त उपसर्ग जोड़ने के बाद सीधे टाइम डोमेन में सिंबल्स को प्रेषित कर रहे हैं ठीक है तो एक बार जब हम इसका FFT लेते हैं तो यह N बराबर 4 पॉइंट FFT है जो हमारे पास है वह केवल कैपिटल X ls है जो केवल प्रेषित सिंबल्स के FFT कॉफिशिएंट्स हैं तो हमारे पास क्या है अब हम देख रहे हैं हम इस के N बराबर 4 पॉइंट FFT लेते हैं और हमें जो मिलता है वह मूल रूप से हमें कैपिटल Xs मिलता है जो X 0 X 1 X 2 X 3 और ये हैं बस ये टाइम डोमेन सिंबल्स के बस आपके फ़्रीक्वेंसी डोमेन FFT कॉफिशिएंट्स हैं ये केवल फ़्रीक्वेंसी डोमेन हैं और यह OFDM के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर है ये केवल आपके टाइम डोमेन सिंबल्स जो कि छोटे x ks हैं के फ़्रीक्वेंसी डोमेन FFT कॉफिशिएंट्स हैं वास्तव में आपका कैपिटल X l बराबर है lth FFT पॉइंट सबमिशन k 0 से N 1 छोटा x k e पॉवर j 2 pie k l बाय N N बराबर 4 को प्रतिस्थापित करते हैं क्योंकि हम मूल रूप से N बराबर 4 के साथ एक प्रणाली पर विचार कर रहे हैं इसलिए हमारे पास क्या है यह मूल रूप से सबमिशन k 0 के 3 X k e के पॉवर j pie k l बाय 2 के बराबर है ठीक है तो X l lth FFT पॉइंट है तो X l क्या है X l टाइम डोमेन पर प्रसारित होने वाले सिंबल्स का lth FFT पॉइंट है यह क्या है यह lth FFT पॉइंट है टाइम डोमेन सिंबल्स का lth FFT पॉइंट ठीक है जो कि X l है और बाकी फिर वही हैं यदि आप कैपिटल Ys को देखते हैं जो मूल रूप से टाइम डोमेन आउटपुट सिंबल्स के FFT द्वारा उत्पन्न होते हैं तो मूल रूप से आपके पास छोटे y s छोटे y k y 0 y 1 y 2 y 3 हैं आप N को 4 पॉइंट IFFT के बराबर लेते हैं आप को कैपिटल Y 0 कैपिटल Y 1 कैपिटल Y 2 कैपिटल Y 3 मिलता है ये टाइम डोमेन आउटपुट सैंपल्स का N पॉइंट IFFT है टाइम डोमेन आउटपुट सिंबल्स जो प्राप्त होते हैं ये टाइम डोमेन आउटपुट सिंबल्स का FFT देगा ये सबकैरियर्स प्रत्येक FFT पॉइंट पर फ़्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट सिंबल्स देता है ठीक है तो आपके पास y 0 y 1 y 2 y 3 है तो आप N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं ये टाइम डोमेन आउटपुट सिंबल्स हैं और आपको जो मिलता है वह है Y 0 Y 1 Y 2 Y 3 और ये मूल रूप से हैं ये आपके फ़्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट सैंपल्स हैं हाँ प्राप्त टाइम डोमेन सिंबल्स के फ़्रीक्वेंसी डोमेन FFT कॉफिशिएंट्स हैं हाँ आप टाइम डोमेन सिंबल्स के FFT को लेते हैं जो कि छोटा y s है आपको कैपिटल Y s मिलता है जो फ़्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट सैंपल्स हैं आउटपुट Y l प्रत्येक सबकैरियर l के साथ या प्रत्येक कैरियर फ़्रीक्वेंसी पॉइंट या FFT डोमेन में प्रत्येक lth फ़्रीक्वेंसी पॉइंट पर आउटपुट सैंपल है ठीक है इसी तरह अब कैपिटल H s मूल रूप से चैनल टैप्स के 0 पेअर्ड FFT हैं आपके पास l2 चैनल टैप्स के बराबर है आप N - L 0 पैडिंग करते हैं आप N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं यह 0 पेअर्ड है यह H s H 0 H 1 H 2 H 3 को उत्पन्न करने वाला 0 Pared FFT है ये क्या हैं ये मूल रूप से आपके फ़्रीक्वेंसी डोमेन चैनल कॉफिशिएंट्स हैं ये आपके फ़्रीक्वेंसी डोमेन चैनल कॉफिशिएंट्स हैं हाँ ये टाइम डोमेन चैनल टैप्स हैं जो कुछ ऐसा है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं ये आपके टाइम डोमेन चैनल टैप्स हैं ठीक है और अंत में आप छोटे v s जो टाइम डोमेन नॉयस सैंपल्स हैं लेते हैं हाँ और आप इनका FFT लेते हैं आप कैपिटल V s जेनरेट करते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन नॉइज़ सैंपल हैं जो कि प्रत्येक सबकेरियर l पर नॉइज़ सैंपल है ठीक है इसलिए आप छोटे v s को लेते हैं जो v 0 v 1 v 2 v 3 है आप N को 4 पॉइंट FFT के बराबर लेते हैं

आपको कैपिटल V 0 कैपिटल V 1 कैपिटल V 2 कैपिटल V 3 मिलते हैं ये मूल रूप से ये क्या हैं ये मूल रूप से सबकैरियर में फ़्रीक्वेंसी डोमेन नॉयस सैंपल्स हैं ये मूल रूप से सबकैरियर्स में नॉयस सैंपल्स हैं और इसलिए अब हमारे पास lth सबकैरियर या lth FFT में फ़्रीक्वेंसी डोमेन मॉडल है lth FFT पॉइंट के साथ फ़्रीक्वेंसी डोमेन मॉडल है और जो कि दिया गया है Y l H l X l V l के बराबर Y l H l गुना X l V l के बराबर है ठीक है अब हम फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन कर सकते हैं कोई lth FFT कॉफिशिएंट का अनुमान लगा सकता है कि यह क्या है याद रखें यह lth FFT कॉफिशिएंट है अब हम फ़्रीक्वेंसी डोमेन में अनुमान लगा रहे हैं हम इस lth FFT कॉफिशिएंट का अनुमान लगाते हैं अब हम देख सकते हैं कि lth FFT कॉफिशिएंट्स का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि X hat l बराबर है Y l बाय X l के जो कि आप देख सकते हैं हाँ Y l H l गुना X l V l के बराबर है और इसलिए X hat l यह lth FFT कॉफिशिएंट का अनुमान है यह lth FFT कॉफिशिएंट का अनुमान है यह Y l के बराबर है जो आउटपुट है जो कि lth सबकैरियर के साथ आउटपुट सैंपल है और कैपिटल H l जो lth सबकैरियर के साथ चैनल कॉफिशिएंट है इसलिए यदि आप Y l को कैपिटल H l से विभाजित करते हैं आप कैपिटल X hat l अनुमान प्राप्त करते हैं यही संचारित सिंबल्स अनुक्रम के lth FFT कॉफिशिएंट्स का अनुमान है जो कि छोटा x s है ठीक है इसलिए हम जो कह रहे हैं वह मूल रूप से कैपिटल X hat 0 बराबर कैपिटल Y 0 बाय कैपिटल H 0 है कैपिटल X hat 1 बराबर कैपिटल Y 1 बाय कैपिटल H 1 है X hat 2 बराबर कैपिटल Y 2 बाय कैपिटल H 2 है X hat 3 बराबर कैपिटल Y 3 बाय कैपिटल H 3 है ठीक है तो मूल रूप से ये क्या हैI ये मूल रूप से आपके कैपिटल X 0 कैपिटल X 1 कैपिटल X 2 कैपिटल X 3 के अनुमान हैं और बदले में ये क्या हैं ये सिंबल्स अनुक्रम के FFT कॉफिशिएंट्स हैं जो कि छोटे x 0 छोटे x 1 छोटे x 2 छोटे x 3 हैं और इसलिए जो हम देखते हैं वह मूल रूप से आपके पास छोटे x s हैं जो टाइम डोमेन में सिंबल्स हैं आप इसका FFT लेते हैं आप ऐसे सैंपल्स उत्पन्न करते हैं जो कैपिटल X 0 कैपिटल X 1 कैपिटल X 2 कैपिटल X 3 है इसलिए कैपिटल X s से यदि आप IFFT करते हैं तो आपके पास छोटे x s उत्पन्न हो सकते हैं ठीक है तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि कैपिटल X s छोटे X s के FFT हैं इसलिए छोटे X s IFFT हैं यानी आप कैपिटल X ले रहे हैं आप कैपिटल X 0 कैपिटल X 1 कैपिटल X 2 कैपिटल X 3 के रूप में कैपिटल X ले सकते हैं और यदि आप N को 4 पॉइंट के बराबर करते हैं तो अब अगर आप IFFT करते हैं तो आप टाइम डोमेन में सिंबल्स उत्पन्न करते हैं और टाइम डोमेन में सिंबल्स मूल रूप से आपके छोटे x 0 छोटे x 1 छोटे x 2 छोटे x 3 हैं तो ये टाइम डोमेन में सिंबल्स हैं ठीक है ये सिंबल्स हैं ये टाइम डोमेन में सिंबल्स हैं अब हमारे पास मूल रूप से यदि आप देख सकते हैं तो हमारे पास कैपिटल X s नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ इसके समीप है हमारे पास कैपिटल X s का अनुमान है हमारे पास FFT कॉफिशिएंट्स का अनुमान है हमारे पास आपके सिंबल्स के FFT कॉफिशिएंट्स का अनुमान है इसलिए यदि हम IFFT को लेते हैं तो हम क्या करेंगे यह है कि हम सिंबल्स को प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि सिंबल्स के अनुमानों को प्राप्त करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे इसलिए हम जो कह रहे हैं वह सैंपल्स हैं कैपिटल X s जो सिंबल्स के FFT द्वारा उत्पन्न होते हैं ठीक है इसलिए अगर मैं कैपिटल X s लेती हूं और IFFT करती हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं टाइम डोमेन में सिंबल्स को उत्पन्न कर सकती हूं हालाँकि मेरे पास फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन में जो है मेरे पास FFT कॉफिशिएंट्स कैपिटल X s के अनुमान हैं इसलिए यदि मैं IFFT को स्वाभाविक रूप से लेती हूं तो मैं उन सिंबल्स का अनुमान प्राप्त कर सकती हूं जो टाइम डोमेन में छोटे x s हैं और आप देख सकते हैं यह इक्वलाइजेशन एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है सभी को H 0 से विभाजित Y 0 लेना है कोई मैट्रिक्स इनवर्सन नहीं इसलिए इसे टाइम डोमेन के इक्वलाइजेशन के विपरीत 1 टैप सिंगल टैप के रूप में भी जाना जाता है अगर आपको 4 सिंक इक्विलाइज़र याद है जो कि टाइम डोमेन में किया गया था टाइम डोमेन इक्वलाइजेशन में एक मैट्रिक्स इनवर्सन था हाँ यदि आप याद करते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि इक्विलाइज़र का क्रम क्या है इसलिए टाइम डोमेन इक्वलाइजेशन में जहां मूल रूप से हम इक्विलाइज़र की गणना कर रहे हैं वहां एक मैट्रिक्स इनवर्सन है जो आवश्यक है हालांकि फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन में मैट्रिक्स इनवर्सन नहीं होता है चैनल कॉफिशिएंट्स कैपिटल H l के द्वारा बस एक विभाजन है जो हम ले रहे हैं बस Y l ले रहे हैं जो कि lth FFT पॉइंट के साथ फ़्रीक्वेंसी डोमेन में lth आउटपुट सैंपल है जो इसे कैपिटल H l से विभाजित करता है जो lth सबकैरियर के अनुरूप चैनल कॉफिशिएंट है या मूल रूप से lth FFT चैनल या कैपिटल H l द्वारा विभाजित lth FFT पॉइंट कैपिटल Y l है जो हमें कैपिटल X hat l प्रदान करता है जो कि टाइम डोमेन ट्रांसमिट्ड सिंबल सीक्वेंस के lth FFT कॉफिशिएंट्स का अनुमान है और इसलिए अब आप इन कैपिटल X hat l अनुमानों को लेते हैं और आप IFFT करते हैं और वह मूल रूप से जो देता है वह आपको सिंबल्स का अनुमान देता है तो यह राउंडअबाउट फैशन है जो पहले हम कर रहे हैं हम एक टाइम डोमेन सिस्टम ले रहे हैं FFT का उपयोग करके इसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में ले जा रहे हैं फ़्रीक्वेंसी डोमेन में इक्विलाइज़ेशन कर रहे हैं और इस फ़्रीक्वेंसी डोमेन में किए गए इक्विलाइज़ेशन से हम टाइम डोमेन सिंबल्स का पुनर्निर्माण कर रहे हैं अब हम इसे एक राउंडअबाउट फैशन में कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि फ़्रीक्वेंसी डोमेन में इक्विलाइज़ेशन बहुत कम जटिल है यह बस 1 टैप इक्विलाइज़र है जो कि आपको मूल रूप से प्रत्येक सबकैरियर पर संबंधित चैनल कॉफिशिएंट्स से विभाजित करना होगा सभी सही तो यह निम्न जटिलता हमें इक्वलाइजेशन का उपयोग टाइम डोमेन के बजाय फ़्रीक्वेंसी डोमेन में करने के लिए प्रेरित करती है और इसलिए अब स्वाभाविक रूप से हमारे पास टाइम डोमेन में सिंबल्स के अनुमान है x hat k कैपिटल X hat k का IFFT है 1 ओवर N सबमिशन l 0 से N 1 X hat l e की पॉवर j 2 pie k l बाय N है और अब हम जानते हैं कि यह X hat l मूल रूप से H l से विभाजित Y l के बराबर है जिसे मैं अब स्थानापन्न कर सकती हूं इसलिए यह मूल रूप से आपका 1 ओवर N सबमिशन l 0 से N 1 Y l ओवर X l गुना e की पॉवर j 2 pie k l बाय N है यह आपका X hat k है और जो मूल रूप से आपको देता है यह कैपिटल X hat k में सिंबल का अनुमान है जो कि टाइम डोमेन में सिंबल्स का अनुमान है इसलिए हमारे पास जो है वह टाइम डोमेन में सिंबल्स का अनुमान है और वास्तव में आप इस पॉइंट पर भी N को 3 के बराबर N को 4 के बराबर स्थानापन्न कर सकते हैं आइए हम भी पूर्णता के लिए ऐसा करते हैं यदि आप N को 4 के बराबर चुनते हैं तो आपके पास x hat k 1 ओवर 4 के बराबर होगा इस विशेष उदाहरण के लिए 1 ओवर N सबमिशन l 0 के 3 X hat l e की पॉवर j 2 pie k l बाय 4 जो कि मूल रूप से है आप इसे अपनी X hat k 1 ओवर N सबमिशन l 0 के 3 Y l ओवर X l गुना e की पॉवर j 2 pie k l बाय 4 यानि j pie बाय 2 k l के रूप में लिख सकते हैं ठीक है तो x Hat k मूल रूप से आपका टाइम डोमेन में kth सिंबल का अनुमान है वास्तव में यह सिंबल का अनुमान है यह kth सिंबल का अनुमान है इसलिए मूल रूप से हमने इस मॉडल में जो किया है वह है हमने फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन के साथ शुरू किया है हमने कहा है कि फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़ेशन टाइम डोमेन इक्वलाइज़ेशन का विकल्प है जो कुछ ऐसा है जो हमने पहले ही देखा है जहां हम टाइम डोमेन में 4 सिंक को विकसित करते हैं फ़्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइज़र मूल रूप से इसकी दक्षता और इसकी कम जटिलता से प्रेरित है इसलिए हम जो करते हैं वह OFDM के विपरीत जहाँ हम टाइम डोमेन में सैंपल्स संचारित करते हैं यहाँ हम सीधे सिंबल्स को प्रेषित करते हैं जो कि हम एक ब्लॉक लेते हैंI साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ें और सिंबल्स का यह साइक्लिक प्रीफिक्स एडेड ब्लॉक ISI चैनल जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है के साथ टाइम डोमेन में संचारित करते हैंI मूल रूप से आउटपुट पर आप प्राप्त सिंबल्स का FFT लेते हैं प्राप्त सिंबल्स टाइम डोमेन में छोटे y s हैं जब आप टाइम डोमेन में प्राप्त सिंबल्स का FFT करते हैं तो आप आउटपुट चैनल आउटपुट सैंपल्स को देखते हैं वह फ़्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल Y s है इसका उपयोग करते हुए आप फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन करते हैं जो कि कैपिटल X hat अनुमान कैपिटल X हैट्स के अनुमानों की गणना करते हैं जो सिंबल्स के FFT कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं यही है प्रत्येक कैपिटल X hat l Y l प्राप्त आउटपुट जो कि कैपिटल H l द्वारा विभाजित होता है जो कि चैनल के lth FFT कॉफिशिएंट्स है चैनल टैप्स के 0th पेअर्ड lth FFT कॉफिशिएंट्स है तो कैपिटल H l द्वारा विभाजित कैपिटल Y l आपको कैपिटल X hat L प्रदान करती है जो कि प्रेषित सिंबल्स के lth FFT पॉइंट का अनुमान है यदि आप इस कैपिटल X hat l का IFFT लेते हैं तो सब ठीक है और यदि आप IFFT को लेते हैं तो यह आपको छोटा x hat k देता है जो कि टाइम डोमेन में प्रेषित सिंबल्स का अनुमान है इसलिए यह मूल रूप से फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन है यह मूल रूप से फ़्रीक्वेंसी डोमेन में इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को हटाकर इक्वलाइजेशन है उसी समय इसमें OFDM की समानताएं हैं क्योंकि फिर से इसमें IFFT और FFT दोनों ऑपरेशन शामिल हैं हालांकि फिर भी यह OFDM से बहुत अलग है और आप इस मॉड्यूल के माध्यम से फिर से इसे बेहतर समझने के लिए विस्तार में जा सकते हैं सब ठीक है ठीक है इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहाँ रोकेंगे और हम बाद के मॉड्यूल में FDE फ़्रिक्वेंसी डोमेन इक्विलाइज़ेशन का एक उदाहरण देखेंगे आप सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं